असेंबली ड्राइंग सभी को नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने इस एडवांस्ड मेट को शामिल किया है अब इस व्याख्यान में हम सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध यांत्रिक साथियों के बारे में जानेंगे मैकेनिकल मेट्स में हम यहाँ कैम मेट cam mate स्लॉट मेट हिंग गियर रैक और पिनियन स्क्रू और यूनिवर्सल जॉइंट देख सकते हैं इनमें से हमने पहले से ही हिन्ज मेट और गियर मेट को कवर किया है तो अब इस व्याख्यान में हम इस कैम मेट के साथ शुरुआत करेंगे इसलिए इस कैम मेट के लिए मैंने इसे कुछ भागों में लोड किया है जो आप यहां देख सकते हैं तो इस विशेष भाग को कैम कहा जाता है यह कैम सतह है और यह इसके लिए यह फोल्लोवर है हमें बस असेम्ब्ल करो हम इस पर इस फॉलोवर्स को स्थिर करेंगे तो अब यहाँ हमारे पास यह कैम है जो रोटेटेबल रोटेट है जिसे इस शाफ्ट के साथ घुमाया जा सकता है और हमारे पास एक फॉलोवर्स है जो यहां से आगे बढ़ सकता है इस प्रकार के कैंप आमतौर पर पिस्टन सिलेंडर इंजन में उपयोग किए जाते हैं जो आमतौर पर वाल्व खोलने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए कैम यंत्ररचना में हम मेट के पास जाएंगे तब मैकेनिकल मेट इस कैम फोल्लोवेर्स से उन दो चीजों के बारे में पूछते हैं जो कैम पथ हैं जो इस सतह और अनुयायी के रूप में माना जाता है इस अनुयायी के लिए इस कैम पथ पर जिस बिंदु पर लेटना होता है हम बस उस केंद्र का चयन करें जिसे आप ओके क्लिक करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हम इसे घुमाते हैं आप देख सकते हैं यह अनुयायी इस कैम की सतह से जुड़ा हुआ है तो यहाँ इस सांचा दोस्त की मदद करता है इसलिए यह यांत्रिक साथियों में उपलब्ध कैम मेट था तो अगला यह स्लॉट है तो इसके लिए हम कुछ अन्य ज्यामिति को लोड करेंगे आइए हम इन्हें हटा दें मैं घटक सम्मिलित करूंगा यहाँ मेरे पास एक स्माइली चेहरे की तरह का घटक है और हम हमें इसकी एक प्रति बना देंगे तो इस भाग में एक स्लॉट है तो यह स्लॉट हमें स्लॉट को दो स्लॉट या स्लॉट या पिन को एक दूसरे से संरेखित करने की अनुमति देता है हमें सिर्फ यह जांचना है कि हम मेट पर जाएँगे यह मैकेनिकल मेट फिर हम एक स्लॉट का चयन करेंगे इसलिए इस स्लॉट के लिए हमें दो चयन करने की आवश्यकता है जो स्लॉट और इस स्लॉट हैं तो यह स्लॉट अब अन्य पर तय हो गया है तो हमें बस इसे ठीक करने दें और हम इस चाल को दूसरे स्लॉट के अनुरूप देख सकते हैं इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए हम इन दोनों को संलग्न करेंगे इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि इन दोनों के स्लॉट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे दूसरी सतह पर लुढ़कते हैं हम इसमें एक पिन भी ठीक कर सकते हैं हमें बस फिर से मेट पर जाना है हम स्लॉट का चयन करेंगे हम इस सतह और इस पिन को कहने वाले दो आइटम का चयन करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यह पिन इस में तय हो गई है और यह पिन स्लॉट पर भी जा सकती है यह स्लॉट यंत्ररचना था इसलिए यहां उपलब्ध अगला मेट वह हिन्ज यंत्ररचना है जिसे हमने पहले से ही कवर किया है हम पहले से ही कवर कर चुके हैं अब हम इस गियर मेट के बारे में जानेगे मुझे गियर मेट के लिए कुछ हिस्सों को लोड करने दें यहां हमारे पास यह गियर है और इसका आवास है तो चलिए पहले इस आवास की स्थापना करते हैं इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी होगी जबकि इस असेम्ब्ली का पालन करें इसलिए यहां हमारे पास इस धुरी के बारे में घूमने वाला एक स्पर गियर है इसलिए हमें उनमें से एक और की जरूरत है तो मैं इसकी एक प्रतिलिपि बनाऊंगा और एक बार फिर वही प्रक्रिया की जाएगी इसलिए यहां हमारे पास दो गियर सेटअप हैं मैं बस इसे फ्लोटिंग बना दूंगा हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं इसलिए हम जो करने का इरादा रखते हैं वह इस रोटेशन को संरेखित करना है और यह दूसरे के रोटेशन को प्रभावित करेगा इसलिए हम इन दो चेहरों का चयन करेंगे जिन्हें हम मेट पर क्लिक करेंगे और हम इसे संयोग के रूप में संरेखित करेंगे ओके क्लिक करे इसलिए यहां हमारे पास दो गियर सेटअप हैं मैं बस इसे फ्लोटिंग बना दूंगा हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं इसलिए हम जो करने का इरादा रखते हैं वह इस रोटेशन को संरेखित करना है और यह दूसरे के रोटेशन को प्रभावित करेगा इसलिए हम इन दो चेहरों का चयन करेंगे जिन्हें हम मेट पर क्लिक करेंगे और हम इसे संयोग क्लिक के रूप में संरेखित करेंगे तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरेखित करेंगे आप बस अपना समय ले सकते हैं हम इस तरह से संरेखित करेंगे तो अब फिर से हम केंद्र शाफ्ट को संयोग करेंगे और यहाँ हमारे पास यह ऑफसेट पर क्लिक करेंगे और यह स्वचालित रूप से अपनी पिछली स्थिति में आ जाएगा और इसे लॉक कर देगा अब यह है कि हम ओके पर क्लिक करें हम अक्ष को छिपाएंगे इसलिए यहाँ हमारे पास यह देख सकते हैं क्योंकि यह शाफ्ट यहाँ निश्चित नहीं है इसलिए हमें इसे ठीक करने की आवश्यकता है कि हम इसे अच्छी तरह से जगह दें और हम शाफ्ट को ठीक कर देंगे हम इसे गतिमान देख सकते हैं और यह भी हालांकि इसका अब तक कोई संबंध नहीं है इसलिए इस संबंध को मैकेनिकल मेट में उपलब्ध इस गियर मेट द्वारा दर्शाया गया है हम मेट पर जाएंगे मैकेनिकल मेट बस चयन को हटाएंगे और गियर मेट में हम दो त्रिज्या का चयन करेंगे जो यह कहते हैं और यह तो यह गियर मेट स्वचालित रूप से इन दोनों के बीच के अनुपात का पता लगाता है इसने गियर और पिनियन के बीच के अनुपात का पता लगाया है और जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे यह इसे लिंक कर देगा इसलिए जैसा कि हम इस गियर को दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं यह स्वचालित रूप से दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है तो अन्य मामला भी ऐसा ही है हालाँकि इस मामले में हम इस दिशा को उल्टा कर सकते हैं शायद उपरिकेंद्र गियर और अन्य के मामले में हालाँकि हम इन दिशाओं को उल्टा कर सकते हैं इसलिए हम इस पर जाएंगे कि हम यहाँ एक विकल्प देख सकते हैं जिसे रिवर्स कहा जाता है तो जो अब जांच करते हैं इसलिए ये दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो यह गियर मेट है इसलिए अब हम जिस अगले मेट पर चर्चा करेंगे वह रैक और पिनियन है जिसके लिए मैं एक ज्यामिति सम्मिलित घटक लोड कर रहा हूं मैं रैक और एक पिनियन लोड करूंगा यहां हमारे पास यह रैक है और इसके ऊपर यह पिनियन है तो यह रैक और पिनियन अनुमति देता है इस रैक और पिनियन का इरादा इस पर है क्योंकि इस पिनियन की गति इस रैक का अनुवाद करेगी इनका उपयोग आम तौर पर कन्वेयर बेल्ट में किया जाता है तो चलिए हम इस रैक और पिनियन को सेट करते हैं मैं बस इनको एक दूसरे के साथ संरेखित करूँगा इसलिए इस रैक और पिनियन के लिए मैं इस मैकेनिकल मेट पर जाऊंगा अब मैं रैक और पिनियन का चयन करूंगा सबसे पहले यह रैक की लंबाई का चयन करने के लिए कहता है इसलिए इस रैक के लिए मैं इस रैक के अंतिम किनारे का चयन करूंगा और पिनियन के लिए इसके लिए पिच व्यास का चयन करना सबसे अच्छा है हालाँकि हम अब तक पिच व्यास को नहीं देख सकते हैं कि हम एक काम करेंगे हम बस भाग के विवरण पर जाएंगे और हम चयन करेंगे कि यह दांत कट कर देगा तो अब आप इस पिनियन के दांत कट देख सकते हैं हम इसे संरेखित करेंगे तो अब फिर से हम इस रैक और पिनियन मेट पर जाएंगे तो अब हम फिर से इस रैक और यह पिच व्यास का चयन कर सकते हैं मैं ओके पर क्लिक करूँगा हालाँकि यह अन्य दिशाओं में भी जा सकता है तो इसके लिए हमें इस अक्ष को ठीक करने की आवश्यकता है जिसे हम इसे देख सकते हैं यह एक ऊपर की दिशा में आगे बढ़ सकता है तो इसे ठीक करने के लिए हमें इसे इस स्थिति में लॉक करने की आवश्यकता है तो इसके लिए मैं इन दोनों को अच्छी तरह से संरेखित करूँगा जैसा कि हमने इस गियर चीज़ में किया है इसलिए अब हम चुनेंगे कि हम अक्ष दिखाने के लिए कहेंगे हम इस अक्ष का चयन करेंगे और इस साथी का आधार हम इसे संयोग बना देंगे और एक ऑफसेट पर तो अब जैसे ही यह पिनियन आगे बढ़ता है आप इसे घूमते हुए देख सकते हैं अगर हम इसे लॉक करते हैं और हम इस रैक को स्थानांतरित करेंगे तो हमआप इसे घूमते हुए देख सकते हैंहैं तो अब अगर हम इस पिनियन को स्थानांतरित करते हैं तो अब अगर हम इस पिनियन को स्थानांतरित करते हैं तो हम इस घूर्णन को देख सकते हैं हम गियर असेंबली की तरह दिशा भी उलट सकते हैं तो यह एक रैक और पिनियन गति थी इसलिए यहां उपलब्ध अगला मैकेनिकल मेट स्क्रू है यह स्क्रू हम पहले ही कवर कर चुके हैं अब हम इस यूनिवर्सल जॉइंट की जांच करेंगे हालांकि यह बहुत बार असेंबल्ड में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा करने के लिए कई राउंडअबाउट भी हैं इसलिए हमें सिर्फ प्रदर्शन के लिए हम सिर्फ इसकी जाँच करेंगे हम यूनिवर्सल जॉइंट में जाएंगे हम कुछ भागों का आयात करेंगे मैं सेटअप क्लिक के लिए इसे इकट्ठा करूंगा तो यहां हमारे पास इन दो कार्ब्स शाफ्ट युग्मक हैं जिन्हें आमतौर पर यूनिवर्सल जॉइंट कहा जाता है इसलिए हमें इस विशेष शाफ्ट को स्थानांतरित करने के लिए इस की गति को संरेखित करने की आवश्यकता है इसके लिए हम सबसे पहले इसे अच्छी तरह से संरेखित करेंगे अब मैं मेट पर जाऊंगा तब मैकेनिकल मेट और यूनिवर्सल ज्वाइंट में हम दो निकायों का चयन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि जब हम इनमें से एक को घुमाते हैं तो दूसरा शाफ्ट इसके साथ युग्मित होता है और अच्छी तरह से चलता है तो यह यूनिवर्सल ज्वाइंट है इसलिए अब हमने मैकेनिकल मेट्स में उपलब्ध सभी मेट समाप्त कर दिए हैं हमने पिछले व्याख्यानों में इन उन्नत और मानक मेट्स को भी कवर किया है तो चलिए हम इन मैकेनिकल मेट्स को संशोधित करते हैं हम एक साधारण असेंबली के चारों ओर काम करेंगे जिसमें इन लोकप्रिय मेट्स में से कुछ की सुविधा होगी इसलिए हम एक उदाहरण समस्या डालेंगे अब एक उदाहरण समस्या में हम हाल ही में सीखे गए इन यांत्रिक साथियों के लिए देखेंगे इसलिए मैंने कुछ निश्चित भागों को लोड किया है जो उन यांत्रिक साथियों को सुविधा देंगे जो हमने हाल ही में सीखे हैं तो आइए हम इसे एक प्रदर्शन के रूप में इकट्ठा करने का प्रयास करें तो यहाँ हमारे पास एक चेसिस है तो वह फिट सभी रैक को मापता है यह एक रैक एक पिनियन एक बेवल गियर शाफ्ट कैम और शाफ्ट है तो हम इसे जल्दी से समाप्त कर देंगे हम इस रॉड को यहां स्थिर कर देंगे हम इस बेवल गियर की स्थापना करेंगे अब इसके लिए प्रतिपक्ष इसलिए यहां हमने इस असेम्ब्ली को समाप्त कर दिया है हालाँकि इनमें से यांत्रिक गति भाग अभी तक निश्चित नहीं है आप प्रत्येक भाग को अच्छी तरह से हिलते हुए देख सकते हैं लेकिन वे जुड़े नहीं हैं हमें अभी भी इसे ठीक करना है इसलिए गियर असेंबली में इसके लिए हमें उन्हें अच्छी तरह से संरेखित करने के लिए जाना होगा मैं इसे इस दिशा में ठीक करूंगा तो अब मैं इस स्थिति को बंद कर दूंगा मैं इस चेहरे का चयन दोस्त के रूप में करूँगा जैसे हमने इस गियर असेंबली में किया था और हम एक ऑफसेट ओके करेंगे तो अब यह तय हो गया है इसी तरह इस में हमें रैक में भी इसकी आवश्यकता है तो हमें सिर्फ रैक की स्थिति को ठीक करने दें और इस ऊंचाई के लिए मैं इस किनारे का चयन करूंगा और इस विशेष छोर को एक ऑफसेट के साथ संयोग करने के लिए कहूंगा मैं एक ऑफसेट संयोग का चयन करूंगा तो अब हम इन मैकेनिकल मेट्स को संरेखित करेंगे इसलिए हम मेट पर जाएंगे फिर मैकेनिकल मेट्स मैं गियर में जाऊंगा मैं इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करूंगा तो पहले इस शाफ्ट को गति को इस विशेष बेवल गियर में अनुवाद करना है मैं इस आंतरिक शाफ्ट के किनारे का चयन करूंगा और इस बाहरी शाफ्ट के किनारे पर ओके क्लिक करूंगा तो अब इस शाफ्ट को घुमाने पर आप गियर को घुमाते हुए देख सकते हैं अब हम इन दोनों मेट के बीच फिर से गियर मेट का रिश्ता बनाएंगे तो यह कहते हैं और गियर व्यास दूरी बस इस किनारे का चयन करें मैं इसे केवल ज़ूम करूँगा इस किनारे और इस अन्य बेवल परत के लिए किनारे कहूँगा अब यह स्वचालित रूप से इन दोनों के बीच के अनुपात का पता लगाएगा और इसे संरेखित किया जाएगा अब आप देख सकते हैं कि यह निचला बेवेल गाइड घूम रहा है इसे दूसरे के साथ संरेखित किया गया है तो अब इसी तरह मुझे इस शाफ्ट के साथ इस गियर को संरेखित करने के लिए मिला है जो कि आवास है कि फिर से हम इस गियर पर जाएंगे ठीक है अब और इस शाफ्ट का अनुवाद करना है गियर पड़ जाए यह इस शाफ्ट और इस अन्य के किनारे का चयन करें इसलिए हम इसे घूमते रूप में देख सकते हैं और यह शाफ्ट के साथ भी घूम रहा है तो अब फिर से हमें इस शक्ति को ऊपरी गियर में संचारित करना होगा अब उसी तरह मैं इस गियर मेट के लिए इस विशेष किनारे का चयन करूँगा इस किनारे पर क्लिक करें और इस किनारे को कहें हम देख सकते हैं कि इसका व्यास अनुपात इन दोनों के लिए समान है इसलिए जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं यह घूम रहा है हालाँकि रैक अभी भी तय किया जाना है इसलिए इस रैक के लिए मैं मेट पर जाऊंगा और हम मैकेनिकल मेट के पास जाएंगे और यह रैक और पिनियन जैसा कि आप जानते हैं कि यह रैक की लंबाई के लिए पूछता है और यह पिनियन अब हम लगभग इसे चुनेंगे और अब आप इसे चलते देख सकते हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि यह शाफ्ट घूम रहा है ये सभी भाग घूम रहे हैं हालाँकि अभी भी कैम को ठीक करने की आवश्यकता है तो हम जल्दी से इस कैम मेट पर जाएंगे हम इस कैम पाथ का चयन करेंगे और इस कैम फॉलोअर के लिए कैम फॉलोअर का चयन करने की आवश्यकता है इसलिए हम इसे चुनेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो अब यह भी घूम रही है हालाँकि यह अभी तक इस गियर से जुड़ा नहीं है तो हमें फिर से एक गियर मेट की आवश्यकता है तो कैम व्यास का इस शाफ्ट के साथ चयन करें अब यह अन्य गियर के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है तो अब आप देख सकते हैं कि यह शाफ्ट इन सभी यांत्रिक भागों का उपयोग करके इन सभी विशेष भागों में बिजली पहुंचाता है हालांकि यह यह हैंडल अभी तक स्थिर नहीं है इसलिए क्योंकि हमने इस शाफ्ट से शक्ति संचारित नहीं की है हम यह भी कर सकते हैं इसलिए एक बार फिर हम इस गियर मेट मैकेनिकल मैकेनिकल मेट्स पर जाएंगे फिर गियर मेट I का चयन करेंगे हमें आंतरिक भाग को देखने के लिए इसे पारदर्शी बनाना होगा अब इसे गियर के साथ संरेखित किया गया है इस प्रकार आप इस हैंडल को घुमाते हुए देख सकते हैं और हम इस ठोस कार्यों में उपलब्ध प्रदर्शन किए गए यांत्रिक साथी का उपयोग करके सभी भागों को हिलते हुए देख सकते हैं तो हमारे पास समान है हमने इन यांत्रिक साथियों का अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है तो इस के साथ हम इस ट्यूटोरियल के साथ सत्र के अंत में आते हैं और इसलिए इसके साथ हम इस सत्र के अंत में आ गए हैं और हम इसे यहां समाप्त करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो